नमस्ते और मॉड्यूल 3 यूनिट 17 में आपका स्वागत है जो टीएएलई 2 पाठ्यक्रम की अंतिम इकाई है और यहां हमने इसका शीर्षक दिया है सो व्हाट शुड द टीचर डू " पिछली इकाई में हमने मेटाकॉग्निटिव लर्निंग के लिए निर्देश को समझा था और यदि आप पिछली सभी इकाइयों को देखें तो हमने निर्देश के विभिन्न प्रकारदृष्टिकोणों और सीखने के कुछ सिद्धांतों निर्देशात्मक घटकों को देखा मस्तिष्क कैसे सीखता है देखा इससे संबंधित कुछ गतिविधियाँ मस्तिष्क द्वारा सीखने पर आधारित होती हैं टीएएलई मॉड्यूल 2 में हमने देखा कि एनबीए द्वारा निर्दिष्ट परिणामों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पाठ्यक्रम कैसे डिजाइन किया जाए फिर हमने एक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान किया जिसे एडीडीआईई कहा जाता था और हमने एडीडीआईई के सभी चरणों को देखा अब इन सब को प्रस्तुत करने के बाद शिक्षक क्या कर सकता है पहली प्रतिक्रियाओं में से एक होने की संभावना है हां यह सुनकर अच्छा लगा लेकिन मैं अपनी विशेष निर्देशात्मक स्थिति में क्या कर सकता हूं इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि हम उस संदर्भ को समझने की कोशिश करते हैं जिसमें शिक्षक काम कर रहा है और उस संदर्भ में ऐसा क्या करना संभव है इस इकाई का प्राथमिक परिणाम यह समझना है कि शिक्षक अपनी निर्देशात्मक स्थिति में क्या कर सकता है निर्देशात्मक स्थिति में सब कुछ शामिल होगा प्रबंधन विभाग का प्रमुख विभाग का आयोजन करने का तरीका आपके पास जो संसाधन हैं आपके पास किस तरह की कक्षाएं हैं कौन तय करता है कि क्या करना है कुछ प्रक्रियाओं को बहुत सख्ती से परिभाषित किया जा सकता है और आपके पास संबंधित सभी मुद्दे हैं जो एक ढांचा प्रदान करते हैं जिसमें शिक्षक को काम करना होता है इन सभी को एक निर्देशात्मक स्थिति के शीर्षक के अंतर्गत रखा जा सकता है शिक्षकों को सबसे पहली बात यह समझनी चाहिए कि वे प्राथमिक परिवर्तन कारक हैं और वे भविष्य का निर्माण करते हैं आप भविष्य का निर्माण कर रहे हैं आप जो भविष्य बना रहे हैं वह आपके कार्यक्रम के प्रशिक्षित छात्र हैं और आप उनके ज्ञान के स्तर या उनकी क्षमताओं के लिए जिम्मेदार हैं इसलिए आपको गर्व महसूस करना चाहिए कि आप परिवर्तन के कारक हैं शिक्षक छात्रों द्वारा सीखने के मुख्य सूत्रधार हैं सीखने की सुविधा के लिए वे कभी भी किसी प्रशिक्षण से नहीं गुजरते भले ही उनका मुख्य काम सीखने की सुविधा देना है दुर्भाग्य से भारत और कई अन्य देशों में जब कोई उच्च शिक्षा में शिक्षक बन जाता है तो उसे शिक्षण और सीखने में कोई प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है जब आपने स्नातकोत्तर की डिग्री ली तो आपने एक विषय में खुद को योग्य बना लिया हालांकि किसी विषय को जानना सीखने को सुविधाजनक बनाने की वास्तविक प्रक्रिया से अलग है आपको पहले खुद को स्वीकार करना चाहिए कि आप सीखने को आसान बनाने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं और आपको सीखने की जरूरत है टीएएलई इंजीनियरिंग शिक्षकों को सहायता प्रदान करने का एक प्रयास है टीएएलई 1 मॉड्यूल 1 3 उम्मीद है सभी इंजीनियरिंग शिक्षकों को सीखने की सुविधा में प्रशिक्षण नहीं लेने के अंतराल को भरने के लिए सहायता प्रदान करता है आइए भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा पर नजर डालें क्योंकि हम इस संदर्भ में काम कर रहे हैं भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए त्रि स्तरीय प्रणाली है विश्वविद्यालय और डीम्ड विश्वविद्यालय स्वायत्त कॉलेज और गैर स्वायत्त कॉलेज निजी विश्वविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय अपने स्वयं के कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छात्रों का चयन कर सकते हैं और वे अपनी परीक्षाएं आदि आयोजित कर सकते हैं जबकि स्वायत्त कॉलेज अभी भी एक विश्वविद्यालय से संबद्ध है लेकिन उन्हें पाठ्यक्रम डिजाइन पाठ्यक्रम और परीक्षा आयोजित करने के संबंध में स्वायत्तता है लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन करना जिससे वे संबद्ध हैं जबकि गैर स्वायत्त कॉलेज विश्वविद्यालयों से संबद्ध हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं सब कुछ एक केंद्रीय स्थान पर तय किया जाता है पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय के बोर्ड ऑफ स्टडीज द्वारा डिजाइन किया गया है परीक्षा केंद्रीय रूप से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है और सभी प्रक्रियाओं के मूल्यांकन परिणाम की घोषणा एक केंद्रीय स्थान द्वारा की जाती है केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान आईआईटी IIT's एनआईटी और कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईआईटी जैसे कुछ अर्ध सार्वजनिक संस्थान शिक्षकों की भर्ती करते हैं और एक विस्तृत चयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को प्रवेश देते हैं जब आप एक बहुत विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से अपने संकाय और छात्रों का चयन करते हैं तो आप अच्छी गुणवत्ता वाले संकाय और अच्छी गुणवत्ता वाले छात्रों को आश्वस्त कर रहे हैं ऐसी स्थिति में होने वाला अध्यापन और अधिगम अन्य संस्थानों से बहुत अलग होता है जबकि स्व बढ़ाने वाले निजी विश्वविद्यालय भी भिन्न गुणवत्ता वाले हैं कुछ अच्छे हैं लेकिन कुछ व्यावहारिक रूप से स्वायत्त कॉलेजों की तरह हैं भारत में 90 से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज स्व वित्तपोषित और गैर स्वायत्त संस्थान हैं हमारा अब फोकस उन शिक्षकों पर होगा जो स्व वित्तपोषित गैर स्वायत्त संस्थानों में काम कर रहे है इन गैर स्वायत्त संस्थानों की प्रकृति क्या है गैर स्वायत्त संस्थानों में प्रवेश करने वाले छात्रों में व्यापक रूप से भिन्न क्षमताएं संज्ञानात्मक क्षमताएं और प्रेरणाएं होती हैं यदि आप सीईटी श्रेणी को एक संकेतक के रूप में देखते हैं तो आपके पास सीईटी श्रेणी 30000 की सीमा में होगी पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर न्यूनतम आवश्यकता अब घटकर 35 प्रतिशत या 40 प्रतिशत अंक हो गई है उनकी प्रेरणाएँ और दक्षताएँ बहुत व्यापक रूप से भिन्न होती हैं और ऐसी स्थिति में गैर स्वायत्त संस्थानों में पाठ्यक्रम और निर्देश आईआईटी IIT's एनआईटी का अनुकरण नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए दुर्भाग्य से जब भी कोई पाठ्यचर्या तैयार करनी होती है तो लोग यही गलती करते हैं इन विश्वविद्यालयों के अध्ययन बोर्ड आईआईटी पाठ्यक्रम को देखते हैं और नकल करने की कोशिश करते हैं या वास्तव में आईआईटी पाठ्यक्रम में अधिक सामग्री जोड़ते हैं जो कि उन्हें जो करना चाहिए उसके ठीक विपरीत है उच्च शिक्षा की प्रेरणा और ज्ञान गैर स्वायत्त संस्थानों के बीच काफी भिन्न होता है इसका मतलब यह है कि इन गैर स्वायत्त संस्थानों को बड़ी संख्या में लोगों द्वारा स्थापित किया जाता है जो शैक्षिक ट्रस्ट बनाते हैं यदि आप उनकी पृष्ठभूमि को देखें तो यह भिन्न होता है वे उद्योगपतिराजनेताव्यापारी लोग हो सकते हैं व्यापारी लोग इस अर्थ में कि वे चीनी व्यापारी हो सकते हैं कुछ भी नाम दें इन संस्थानों को स्थापित करने वाले सभी प्रकार के लोग हैं सबसे पहले वे एक संस्था क्यों बना रहे हैं भले ही वे एक कागज के टुकड़े पर जो कुछ भी लिखते हैं वह ठीक है लेकिन उनकी व्यक्तिगत प्रेरणा और उच्च शिक्षा के बारे में उनका ज्ञान क्या है उच्च शिक्षा वास्तव में क्या है यह विभिन्न प्रबंधनों के बीच काफी भिन्न होगा एक बार संस्था के निर्माण और वित्तीय व्यवहार्यता और सीखने की गुणवत्ता को बनाए रखना कई संस्थानों के लिए बड़ी चुनौतियां हैं दो आवश्यकताएं हैं यह आर्थिक रूप से व्यवहार्य होना चाहिए और सीखने की गुणवत्ता सुनिश्चित करना चाहिए इन दोनों को पूरा करना कई स्व वित्तपोषित कॉलेजों के लिए एक चुनौती है 1990 के दशक के अंत में और इस 21वीं सदी के शुरुआती भाग में इंजीनियरिंग कार्यक्रमों की जबरदस्त मांग थी लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इंजीनियरिंग कार्यक्रमों की मांग कम हो रही है क्योंकि इन दिनों कई अन्य व्यवहार्य व्यवसाय हैं यह पर्यटन आतिथ्य प्रबंधन स्वास्थ्य देखभाल हो सकता है आप इसे नाम दें बड़े प्रकार की नौकरियां पैदा हो रही हैं उस हद तक इंजीनियरिंग कार्यक्रमों की मांग कम हो रही है यह एक और चुनौती है जिसका इनमें से कई संस्थानों को सामना करना पड़ता है जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 3 वर्षों में बड़ी संख्या में कॉलेज पहले ही बंद हो चुके हैं निजी विश्वविद्यालयों और गैर स्वायत्त कॉलेजों के प्रबंधन की प्राथमिक चिंता वित्तीय व्यवहार्यता के रूप में है जिसके लिए प्रवेश की आवश्यकता अधिक होनी चाहिए जब तक यह कम से कम 75 को पार नहीं कर लेता तब तक उनके पास वित्तीय व्यवहार्यता से संबंधित मुद्दे होंगे उन्हें एआईसीटीई राज्य सरकारों जो एक आवश्यकता है द्वारा आवधिक मान्यता और मान्यता सुनिश्चित करनी होती है एनबीए द्वारा और कभी कभी एनएएसी द्वारा ये प्रबंधन यह भी मानते हैं कि यदि पास प्रतिशत अधिक है और प्लेसमेंट अच्छा है तो प्रवेश अधिक होगा यह प्रबंधन की सामान्य भावना है इसलिए वे उम्मीद करते हैं कि संकाय इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रदर्शन करेगा इसका मतलब है कि छात्रों की गुणवत्ता की परवाह किए बिना उत्तीर्ण प्रतिशत अधिक होना चाहिए जो वास्तव में पूरी प्रणाली को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है प्रबंधन विभागाध्यक्षों के माध्यम से अपनी अपेक्षाओं को संप्रेषित करता है आम तौर पर यह कुछ बहुत ही कठोर प्रक्रियाओं की ओर जाता है इसका मतलब है कि शिक्षक को उस संस्थान में जो कुछ भी अभ्यास किया गया है उससे विचलित होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है उसे कुछ भी प्रयोग करने की अनुमति नहीं है एक बार फिर गैर स्वायत्त कॉलेजों के शिक्षकों के लिए शिक्षक अक्सर संबद्ध गैर स्वायत्त संस्थानों के उत्पाद होते हैं उनके पास खुद अलग अलग क्षमताएं और संचार क्षमताएं हैं आखिरकार आप उस प्रणाली से बहुत अलग नहीं हो सकते जिससे आप आए हैं आपके पास एक ऐसी स्थिति है जहां शिक्षक अपनी दक्षताओं और संचार क्षमताओं पर कुछ सीमाएं लेकर आते हैं वे विशेष रूप से शिक्षण और सीखने के संबंध में सुसज्जित नहीं हैं जिसका हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं क्योंकि उनमें से किसी को भी किसी प्रकार के प्रशिक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं है शिक्षकों को एक अतिभारित पाठ्यक्रम का निर्देश देना मुश्किल लगता है सबसे पहले पाठ्यक्रम इस हद तक अतिभारित होता है कि कई बार शिक्षक निर्धारित समय से बहुत अधिक अतिरिक्त व्याख्यान लेते हैं जिस तरह से वे पाठ्यक्रम को कवर कर सकते हैं वह प्रत्येक कक्षा अवधि के लिए आवंटित पूरे 50 मिनट का उपयोग एकतरफा संचार के लिए करना है जो पूरी तरह से अच्छे निर्देश के खिलाफ है इसके अलावा शिक्षक का काफी समय लगभग 30 प्रशासन और प्रलेखन गतिविधियों में खर्च होता है जिससे कई शिक्षक नाराज होते हैं इन गैर स्वायत्त महाविद्यालयों में उन्हें अत्यंत विवश वातावरण में कार्य करना पड़ता है इन सभी सीमाओं के साथ हम कहते हैं कि एक शिक्षक अभी भी सीखने की गुणवत्ता में बदलाव ला सकता है आप इसे कैसे करते हैं उसमें से कुछ तत्वों का उपयोग करें जो टीएएलई द्वारा प्रदान किए गए हैं शुरू करने के लिए सकारात्मक महसूस करें कि आप चाहते हैं और एक अंतर बना सकते हैं जब तक आप सकारात्मक महसूस नहीं करते जाहिर है आप फर्क नहीं कर सकते आपको यह भी विश्वास होना चाहिए कि आप फर्क कर सकते हैं और बहुत सारे उदाहरण हैं और आप अकेले नहीं हैं हमने कई लोगों को शिक्षण और सीखने में अंतर लाने के लिए स्वयं पहल करते हुए देखा है शिक्षक को याद रखना चाहिए हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं कि मस्तिष्क कैसे कार्य करता है और लोग कैसे सीखते हैं कुछ सीमित ज्ञान है और यह भी ध्यान दें कि भावनाएं सीखने को बहुत प्रभावित करती हैं आप इसे एक तरफ नहीं रख सकते भावनाएं एक प्रमुख भूमिका निभाती हैं इसे वास्तव में कैसे प्रबंधित करें हम नहीं जानते लेकिन कम से कम आपके पास यह स्वीकार्य है कि भावनाएं सीखने को बहुत प्रभावित करती हैं आपको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को स्वीकार करना चाहिए या उनकी पहचान करनी चाहिए और उनकी एक सूची बनानी चाहिए और उन कारकों की पहचान करनी चाहिए जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं उन सभी को आप प्रभावित नहीं कर सकते अपने संदर्भ में अपनी सीमाओं के साथ उन कारकों की पहचान करें जिन्हें आप प्रभावित कर सकते हैं आपको याद रखना चाहिए कि विद्यार्थी अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है कुछ लोगों द्वारा निर्माण को ज्ञान उत्पादन के रूप में भी संदर्भित किया जाता है और यह रचनावाद के अनुसार है इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा प्राप्त इनपुट के आधार पर अपने स्वयं के विश्वदृष्टि का निर्माण करता है लेकिन अंत में हर किसी का ज्ञान हर दूसरे व्यक्ति से अलग होता है प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का विश्वदृष्टि बनाता है और वे इसे सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से बेहतर तरीके से कर सकते हैं इसे हम टीएएलई 1 सामाजिक रचनावाद कहते हैं फिर से आपको यह स्वीकार करना होगा कि यह एक तरीका है जिससे छात्र सीखते हैं और अपने विश्वदृष्टि का निर्माण करते हैं यह एक सावधानी है अपने व्यक्तिगत अनुभवों को सामान्य बनाने में जल्दबाजी न करें यह व्यावहारिक रूप से सभी लोग करते हैं कहते हैं कि ऐसा ही होना है अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर बहुत मजबूत स्थिति न लें आप विभागसंस्थान के सहयोगियों के साथ और इंटरनेट पर विशेष रूप से शिक्षण और सीखने की गतिविधियों के लिए समूह बनाते हैं यदि आप एक समूह बनाते हैं जहां आप अपने द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों के प्रकार साझा करते हैं तो प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए आप एक समूह बना सकते हैं जहां आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं एक दूसरे का मूल्यांकन कर सकते हैं इत्यादि यदि आप एक ऐसा समूह बना सकते हैं जो कई अन्य सीमाओं को पार करने में बहुत मदद करेगा सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का निर्माण अधिक प्रभावी ढंग से होता है और वह है सामूहिक गतिविधि शिक्षकों के रूप में हम शिक्षण और सीखने के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं इसका मतलब है कभी कभी आपको समय सारिणी में भाग लेना पड़ता है कभी कभी आपको परामर्श में भाग लेना पड़ता है कभी कभी आपको शिकायत के मुद्दों छात्र समस्या के मुद्दों प्रशासनिक मुद्दों और दस्तावेज़ीकरण मुद्दों को देखना पड़ता है आप यह नहीं कह सकते कि यह सब अनावश्यक थोपना और हमारा समय बर्बाद करना है एक बार जब आप मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं कि एक शिक्षक के रूप में आप सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार हैं तो आप कम से कम इन सभी कार्यों को कम से कम अपनी नियमित गतिविधि के एक भाग के रूप में करेंगे न कि कुछ अतिरिक्त जो आप पर थोपा गया हो कार्यक्रम विशेष रूप से मुख्य पाठ्यक्रम विभाग के सभी संकायों की जिम्मेदारी है आपको अपने विभाग के सहयोगियों को टीम के सदस्यों के रूप में मानना होगा इसका मतलब है कि जब आप मुख्य पाठ्यक्रमों के पाठ्यचर्यापाठ्यक्रम तैयार कर रहे हैं तो यह वास्तव में विभाग के सभी संकायों की जिम्मेदारी है यह एक या दो व्यक्ति नहीं हैं जो उस पाठ्यक्रम को पढ़ाते हैं यह उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि बहुत अधिक पाठ्यक्रमों के बीच अंतर्संबंध और अन्योन्याश्रयताएं हैं उन्हें संभालना होगा आप एक पाठ्यक्रम को अधिभार नहीं कर सकते हैं और किसी अन्य पाठ्यक्रम को कम भार नहीं कर सकते हैं इसलिए आपको एक टीम के रूप में कोर पाठ्यक्रमों के मुद्दे को एक साथ संबोधित करना होगा एक और अच्छा अभ्यास है अपने स्वयं के अवलोकनों और प्रतिबिंबों का दस्तावेजीकरण करना और आवश्यकता पड़ने पर साझा करने के लिए तैयार रहना अपने खुद के नोट्स नोट्स टू योरसेल्फ लिखते रहें और नए तरीके आजमाएं जो तुरंत एचओडी और प्रबंधन के क्रोध को आकर्षित कर सकें लेकिन ध्यान दें कि नया प्रयोग जरूरी नहीं कि पहली बार काम करे सामान्य तौर पर यह नहीं होगा क्योंकि आप इसे एक बार आजमाने के बाद ही हम उन सभी कारकों को समझ पाएंगे जो आपके प्रयोग के परिणाम को प्रभावित करते हैं दूसरी बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप पूरे प्रयोग को या इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए समायोजित करने में सक्षम होंगे इसलिए अगर यह पहली बार विफल हो जाए तो इसे न छोड़ें ध्यान दें कि आकलन के माध्यम से अधिकतम प्रभाव डाला जा सकता है आकलन वास्तव में जैसा कि हमने कहा आकलन सीखने को प्रेरित करता है हालांकि संस्थान के सभी कार्यक्रमों में मूल्यांकन योजना में कोई भी बदलाव किया जाना चाहिए आप एक पाठ्यक्रम या एक कार्यक्रम के लिए अपनी मूल्यांकन योजनाओं को व्यक्तिगत रूप से नहीं बदल सकते आपको अपना विचार बाकी संकाय को बेचना होगा उन सभी को सहमत होना चाहिए एक बार जब वे सहमत हो जाते हैं तो छात्रों को सूचित किया जाना चाहिए और यह भी तैयार रहना चाहिए कि उसके बाद से मूल्यांकन योजना क्या होगी यह उन पर आश्चर्य के रूप में नहीं फेंका जा सकता है याद रखें कि हमें एनबीए द्वारा दिए गए कार्यक्रम के परिणामों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता है जो कि हमारी आवश्यकता है यह सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर लिखने की बात नहीं है एक शिक्षक के रूप में आपको विश्वास होना चाहिए कि हम सभी को छात्रों के साथ काम करना होगा ताकि वे एनबीए द्वारा दिए गए कार्यक्रम के परिणाम प्राप्त कर सकें चाहे आप उनसे पूरी तरह सहमत हों या नहीं लोग कैसे सीखते हैं और इंजीनियरिंग शिक्षा की शिक्षाशास्त्र को समझने के लिए आपको अपने आप में कुछ समय लगाना होगा इंटरनेट पर आपको ढेर सारा साहित्य मिल सकता है आप पुस्तकों तक भी पहुँच प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि शिक्षण और सीखना आपका पेशा है आपको इसे एक विषय के रूप में स्वयं भी सीखना चाहिए एक बार जब आप संबंधित साहित्य को पढ़ने की आदत डाल लेते हैं तो आप जो कर रहे होते हैं जो आपको करने की आवश्यकता होती है आप उससे कहीं बेहतर काम करने में सक्षम होंगे आइए हम शिक्षकों और छात्रों को एक साथ देखें एक शिक्षक को पहली बात याद रखनी चाहिए या खुद को याद दिलाते रहना चाहिए कि आप छात्रों के कारण मौजूद हैं यदि छात्र नहीं हैं तो शिक्षकों के लिए कोई कारण नहीं है हमारी नौकरियां छात्रों के कारण मौजूद हैं जबकि छात्र चुनौती हो सकते हैं एक मायने में यदि छात्रों के कुछ समूह में कम संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं तो वे समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं हैं उन्हें चुनौतियों के रूप में माना जाना चाहिए लेकिन विरोधियों के रूप में नहीं यह कहते हुए कि उन्हें सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं है और हम उनके साथ काम नहीं कर सकते आदि एक शिक्षक उस स्थिति को नहीं ले सकता क्योंकि जैसा कि मैंने कहा छात्रों के कारण शिक्षक मौजूद हैं शिक्षकों को उनके पास मौजूद छात्रों के साथ काम करने की आवश्यकता है और आदर्श छात्र होने की उम्मीद नहीं कर सकते क्योंकि कई बार हम शिक्षकों से सुनते हैं कि समस्या उनके छात्रों की है आप जानते हैं कि वे काफी अच्छे नहीं हैं वे कड़ी मेहनत नहीं करना चाहते हैं आप ऐसी टिप्पणियां करेंगे लेकिन हम मौजूद हैं क्योंकि वे हमारे छात्र हैं एक और बात एक शिक्षक को याद रखनी चाहिए जिस आयु वर्ग में वे आपके पास आते हैं वह लगभग 17 से 21 है जो बढ़ती उम्र है और छात्रों की आवश्यकताएं पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के अलावा कई हैं वे दुनिया को अपनी शर्तों पर देख रहे हैं छात्रों के पास कई अन्य रुचियां हैं जिन्हें वे आगे बढ़ाना और तलाशना चाहते हैं कभी कभी वे असफल हो जाते हैं और समस्याओं में पड़ जाते हैं और कुछ छात्रों को लगता है कि वे गलत पेशे में हैं जिससे माता पिता सहमत नहीं हो सकते हैं आपके पास उस आयु वर्ग के साथ आने वाले सभी प्रकार के मुद्दे हैं और एक शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए और इसके लिए कोई सार्वभौमिक समाधान नहीं हैं शिक्षक क्या कर सकते हैं हम कुछ गतिविधियों के लिए सुझाव देते हैं जिनका आप अनुसरण कर सकते हैं सहकर्मियों के साथ चर्चा करें और आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रमों का संदर्भ और अवलोकन लिखें कृपया इसका दस्तावेजीकरण करें पाठ्यक्रम का संदर्भ और अवलोकन क्या है जैसा कि हम एडीडीआईई के विश्लेषण चरण में पहले ही कह चुके हैं यदि आवश्यक हो तो पाठ्यक्रम को फिर से लिखें क्योंकि अधिकांश बोर्ड ऑफ स्टडीज कुछ ऐसे पाठ्यक्रम परिणाम लिखते हैं जो उचित प्रारूप में लिखे जा सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं कृपया इसे फिर से करें कि बिना सिलेबस बदले कि आपको बदलने का कोई अधिकार नहीं है एक पाठ्यक्रम के समान सिलेबस के लिए आप पाठ्यक्रम के परिणामों को फिर से लिख सकते हैं एक संरचना में जिसे हमने एडीडीआईई के विश्लेषण चरण में इंगित किया है उन्हें ठीक से टैग करते हुए यह समझते हुए कि किसी विशेष पीओ को संबोधित क्यों नहीं किया गया है लेकिन अपने सहयोगियों के सहयोग से एडीडीआईई के ढांचे में अपने पाठ्यक्रमों को डिजाइन करें और उसी का दस्तावेजीकरण करें दरअसल दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया ही सीखने की प्रक्रिया है इसे बोझ के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए दस्तावेज़ीकरण को सीखने की प्रक्रियाओं में से एक के रूप में देखा जाना चाहिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंटरनेट और सहकर्मियों के इनपुट के साथ आपके द्वारा पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों के लिए उचित टैगिंग के साथ अच्छे विषय बैंक तैयार करें आपको इस उत्पादन को विभाग के साथ साझा करना होगा क्योंकि विभाग को हर बार एक संकाय सदस्य बदलने पर इस संसाधन को खोना नहीं चाहिए शून्य वर्ग से शुरू नहीं हो सकता अपने आप को व्याख्यान तक सीमित न रखें जो एकतरफा संचार है आपको कई अनुदेशात्मक घटकों का उपयोग करना चाहिए जिनके बारे में हमने बात की है और कुछ संयोजनों में अपनी पसंद के कुछ निर्देशात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए आपको कक्षा में केवल एकतरफा संचार का सहारा लेने के बजाय चीजों को आजमाना चाहिए अपनी पसंद का एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण चुनें इसलिए प्रत्येक सीओ औरया योग्यता के लिए टीएएलई में प्रस्तुत दृष्टिकोणों से या आपके द्वारा खोजे गए अन्य लोगों से सभी को एक ही निर्देशात्मक दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता नहीं है अपनी पसंद के कारण बताएं निर्देश सामग्री को एक ऐसे रूप में तैयार करें जिसे साझा किया जा सके यह हमने कई कार्यशालाओं के माध्यम से किया है यदि संभव हो तो लेकिन इसे एक समूह गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए छात्रों को नए ज्ञान और कौशल के साथ जोड़ने का प्रयास करें जो प्राप्त होने की उम्मीद है आप छात्रों को नए ज्ञान से कैसे जोड़ते हैं कुछ गतिविधि करना कुछ चर्चा करना 2 मिनट का पेपर लिखना या आरेख बनाना या कुछ अनुकरण करना शामिल है यदि छात्र सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और ज्ञान के साथ बातचीत कर रहे हैं ज्ञान के साथ जुड़ रहे हैं तो आपका ध्यान और भागीदारी पूरी तरह से होगी एक बार जब वे इसमें शामिल हो जाते हैं तो वे भी पाठ्यक्रम का आनंद लेंगे और यह सबसे महत्वपूर्ण है आप अपने छात्र को नए ज्ञान से कैसे जोड़ते हैं ये कुछ चीजें हैं जो हमें लगा कि शिक्षक अभी भी कर सकते हैं निर्देशात्मक स्थिति की सभी सीमाओं के बावजूद वे जिस स्थिति में हैं आप जो कुछ भी करते हैं वह सीधे आपके छात्रों के सीखने की गुणवत्ता में परिलक्षित होगा क्योंकि वे हमारा लक्ष्य हैं और वे हैं हमारा कर्तव्य एक अभ्यास के रूप में अपने छात्रों द्वारा बेहतर सीखने की सुविधा के लिए अपनी निर्देशात्मक स्थिति की सभी सीमाओं के बावजूद आपके द्वारा की गई गतिविधियों की सूची बनाएं आपने जो भी गतिविधियाँ की हैं जो आपके विचार से बेहतर सीखने के लिए प्रेरित हुई हैं कृपया अधिकतम 500 शब्दों में हमारे साथ साझा करें और हमें इस पते पर भेजें जैसा कि मैंने उल्लेख किया है यह अंतिम इकाई है और मुझे आशा है कि टीएएलई मॉड्यूल 2 और 3 आपकी मदद करेंगे अधिक विवरण अधिक प्रश्न अधिक स्पष्टीकरण पूछने के लिए हमें मेल करने के लिए आपका स्वागत है और आपको सीखने की शुभकामनाएँ धन्यवाद